सुप्रभात हम शुरू करते हैं हम लेक्चर 15 की बात करते हैं और चूंकि थोड़ा अंतर हो गया है मुझे केवल इस बात का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए कि हम कहां हैं और जिन विषयों को हम आज के व्याख्यान में शामिल करेंगे आज हमारे पास मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक को शुरू करने की योजना हैं यह स्पेक्ट्रल एनालिसिस के लिए डीएफटी के उपयोग के संदर्भ में है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है यह एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है इसलिए निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप इस पर पूरा ध्यान दें बेशक मल्टीरेट के कई प्रकार के अनुप्रयोग हैं और हम जो कर रहे हैं उनमें से कुछ पर और आज के व्याख्यान और कल के व्याख्यान के समय की अनुमति है हम मल्टीरेट के कुछ तत्वों और उन तकनीकों को देखेंगे जो हमने विकसित की हैं लेकिन मूल रूप से हम फ़िल्टर बैंकों की शुरुआत करने जा रहे हैं और फिल्टर बैंक के प्रदर्शन या अनुप्रयोग में से एक स्पेक्ट्रल एनालिसिस में है और आज के व्याख्यान में हम यही देख रहे हैं तो मुझे एक त्वरित प्रश्न से शुरू करना चाहिए ताकि आप सोच सकें और मुझे उत्तर दे सकें

इसके साथ कोई समस्या नहीं है लेकिन यह समानता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है जब आप e j2πN द्वारा गुणन को जटिल एक्सपोनेंशियल करते हैं तो हम वास्तव में समानता का मामला प्राप्त करते हैं अब अगर आप इस बात पर जोर देते हैं कि नहीं मैं नहीं चाहता कि इससे निपटना है तो इन पर इम्पल्स रिस्पांसेस हैं जो कि जटिल हैं भले ही मूल इम्पल्स रिस्पांस वास्तविक हो तो यहाँ आप पाते हैं कि इम्पल्स रिस्पांस जटिल है अब यदि किसी भी कारण से आप पसंद करते हैं या आप वास्तविक होने के लिए अपनी इम्पल्स रिस्पांस को विवश करना चाहते हैं और आप एक समान होना चाहते हैं तो यह संभव है उस स्थिति में आपके पास 2 मूल फ़िल्टर होंगे उनमें से एक हरे रंग के प्रकार के साथ दूसरा एक π2M से π2M आधा बैंडविड्थ होगा और अब हम क्या करेंगे आपके पास πM से πM तक जाने वाला मूल फ़िल्टर होगा जिसका अर्थ है 2πM की कुल बैंडविड्थ डिराइवड फ़िल्टर मूल फिल्टर को नहीं बल्कि सहायक फिल्टर को मॉड्यूलेट करने से प्राप्त किया जाएगा तो आपको जो मिलेगा वह इस प्रकार के फ़िल्टर हैं इसलिए आपके पास अभी भी 2 M M की बैंडविड्थ है तो आपको जो मिलेगा वह इस प्रकार के फ़िल्टर हैं इसलिए आपके पास अभी भी 2πM की बैंडविड्थ है अगला फिल्टर इस प्रकार का होगा और ऐसे ही आगे भी रंग जोड़े को दिखाते हैं इसलिए k 0 आपका मूल फ़िल्टर एक अलग सेट के सभी डिराइवड फ़िल्टर से आया है या मॉडलटेड फिल्टर यह प्रोटोटाइप फिल्टर से आया था जो आधा बैंडविड्थ था और निश्चित रूप से आप इस शर्त को पूरा करेंगे फिर से ऐसे अनुप्रयोग हैं जहां ऐसे प्रकार हैं हालांकि हमारा ध्यान यह नहीं है कि हम एक समान होना चाहते हैं लेकिन हम एक जटिल प्रतिक्रिया होने का बुरा नहीं मानते हैं

तो आइए इस संरचना में क्या संभव है इस पर एक नज़र डालें इसलिए चरण 1 और फिर से मैं आपके पूरा करने के लिए कई चरणों को छोड़ दूंगा लेकिन यहाँ मैं तो वास्तव में इसे अप सैंपलिंग के साथ 2 के कारक से संयोजित करने जा रहा हूँ तो 2 के एक कारक द्वारा अप सैंपलिंग मुझे याद है कि हमने कहा है कि जब भी आप अप सैंपलिंग कर रहे हैं तो हम टाइप 2 पॉलीफ़ेज़ डिकम्पोज़िशन करेंगे यह 2 के कारक द्वारा अप सैंपलड R0 है एक डिले एलिमेंट और निचली शाखा 2 के कारक द्वारा R1 अप सैंपल है आप इन 2 सिग्नल को जोड़ते हैं और फिर 3 के कारक द्वारा डाउन सैंपलिंग' होगी कृपया एरो ड्रा करें ये क्रम 2 के पॉलीफ़ेज़ डिकम्पोज़िशन हैं तो R0 और R1 है तो पॉलीपेज़ डिकम्पोज़िशन फिल्टर H के लिए किया जाता है 2 पॉलीपेज़ पॉलीपेज़ कंपोनेंट्स में और हमें यह संरचना मिलती है अब लक्ष्य यह है कि अगर मैं 6 का कारक प्राप्त करना चाहता हूं तो इसका मतलब है कि डेसीमटर decimator को बाईं ओर सभी तरह से स्थानांतरित करना होगा तो आइए हम 2 मामलों को लेते हैं जहां आप निचली शाखा को चरण 2 के रूप में लेते हैं और फिर आप ऊपरी शाखा को चरण 3 के रूप में लेते हैं तो चरण 2 सीधे आगे है मुझे केवल चरण 2 के विवरण भरने के लिए अनुरोध करना चाहिए चरण 2 है मेरे पास R1 है जिसके बाद 2 का कारक अप सैंपलिंग है 3 के कारक द्वारा डाउन सैंपलिंग मैं अधिकतम कम्प्यूटेशनल लाभ प्राप्त करना चाहता हूं 2 के एक कारक द्वारा अप सैंपलिंग 3 के एक कारक द्वारा डाउन सैंपलिंग को इंटरचेंज किया जा सकता है जो वे अपेक्षाकृत प्रमुख हैं और फिर मेरे पास एक फ़िल्टर R1 है जिसके बाद डाउन सैंपलर है जिसका मतलब है कि मैं पॉलीफ़ेज़ डिकम्पोज़िशन कर सकता हूं डाउन सैंपलर को दूसरे छोर पर ले जाएं और निचली शाखा के लिए 6 लाभ का कारक प्राप्त करें